नमस्कार इस व्याख्यान में आपका स्वागत है इस पाठ्यक्रम में सिक्योर सिस्टम इंजीनियरिंग का डेमो है मुझे आशा है कि अब तक आपने वर्चुअल बॉक्स स्थापित कर लिया है और आपके पास Ubuntu चल रहा है जैसा कि यहाँ दिखाया गया है इस पहले डेमो में हम मूल बातों पर ध्यान देंगे कि कैसे इस स्टैक को एक प्रोग्राम में प्रस्तुत किया जाता है और हम gdb नामक tool का भी उपयोग करेंगे जिसका उपयोग इन प्रोग्रामों को debug करने के लिए किया जा सकता है पहली बात यह है कि टर्मिनल शुरू करना है इसे आप इस तरह से कर सकते हैं यदि आपने वेबसाइट से कोड डाउनलोड किया था तो NPTEL CODES नामक directory में जाएँ इस वीडियो में हम Module0 देख रहे होंगे यह मॉड्यूल उस कोड से मेल खाता है जिसे हम इस प्रस्तुति में देखने जा रहे हैं तो यह क्या करता है कि इसमें एक main फंक्शन है और इस फंक्शन के लिए एक आह्वान है जो 1 2 और 3 के मापदंडों को पारित करता है और जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा है कि यह फंक्शन सिर्फ दो buffers को परिभाषित करता है 5 bytes के buffer1 और 10 bytes के buffer2 है अब हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे इस विशेष प्रोग्राम के लिए स्टैक का विश्लेषण कर सकते हैं हम पहले इस प्रोग्राम को निष्पादन योग्य बनाना चाहते हैं हम ऐसा करने के लिए make चलाते हैं यह make जिस पर निर्भर करता है उसे makefile के रूप में जाना जाता है और यह सिर्फ एक script है जो एक makefile में मौजूद है जिसके विवरण में नहीं जाएंगे लेकिन यह सिर्फ एक script है जो हमें gcc को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध करेगी जिसके लिए विभिन्न पैरामीटर gcc से निर्दिष्ट करके अंत में इसे निष्पादन योग्य प्राप्त करते हैं इसलिए इन मापदंडों में से कुछ के लिए gcc पर fno stack protector z execstack और इसी तरह हम बाद के एक वीडियो में देखेंगे इस विशेष वीडियो के लिए हम दो विशिष्ट मापदंडों को समझाएंगे M32 और G इसलिए M32 इशारा करता है कि इस मामले में जो निष्पादन योग्य बनाया जा रहा है example1 एक 32 bit निष्पादन योग्य है और चूंकि यह Intel वर्चुअल बॉक्स या Intel मशीन है इसलिए निष्पादन योग्य जो उत्पन्न होता है वह एक Intel 32 bit निष्पादन योग्य है G option जिसे हमने यहां निर्दिष्ट किया है यह सुनिश्चित करता है कि debugging symbols को निष्पादन योग्य में जोड़ा जाता है अब जैसा कि हमने आज दूसरे वीडियो में देखा है कि यह विशेष फ़ाइल example1 एक Elf निष्पादन योग्य है इसलिए हमने commands जैसे readelf H को देखा है और हम इस विशेष निष्पादन के header को देख सकते हैं और जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा है example1 के लिए header प्राप्त करेगा जैसा कि देखा गया है यह identifier 7f 45 4c 46 है जो elf को ASCII में बदल जाता है अन्य बातों पर ध्यान दें कि Intel 80386 के लिए indicate करता है कि यह एक 32 bit निष्पादन योग्य है इसलिए जैसा हमने देखा है कि इस निष्पादन योग्य के लिए प्रवेश बिंदु 0x8048ce0 के स्थान पर है और इसी तरह से हमने अनुभाग header जैसे विभिन्न अन्य पहलुओं को भी देखा है सेक्शन header के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए हम अन्य readelf features जैसे कि readelf S का भी उपयोग कर सकते हैं तो readelf Sexample1 आपको विभिन्न वर्गों के बारे में अधिक जानकारी देगा जो इस विशेष निष्पादन में मौजूद हैं एक अन्य महत्वपूर्ण उपकरण जिसे हम example1 के निष्पादन योग्य के बारे में विस्तार से देखने जो objdump है इसलिए अगर मैं objdump -disassemble all example1 निष्पादित करता हूं तो यह example1lst में आउटपुट को संग्रहीत करेगा यह विशेष उपकरण क्या करेगा कि यह example1 को अलग करेगा और इस फ़ाइल में disassembly को store करेगा जिसे example1lst कहा जाता है हम एक और टैब खोल सकते हैं और example1lst को देख सकते हैं जो इस तरह दिखता है हम main की खोज कर सकते हैं हम संबंधित C कोड भी खोल सकते हैं और यह देख सकते हैं कि मुख्य रूप से इस फंक्शन का एक आह्वान है जो अनिवार्य रूप से इस निर्देश द्वारा किया जाता है इस 80483ED स्थान पर है इस निर्देश को कार्य करने के लिए मशीन कोड है और जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा है कि तीन पैरामीटर 1 2 और 3 जो फंक्शन में पास होता है स्टैक पर धकेल दिया जाता है यह दाईं ओर से धकेल दिया जाता है जो कि push 3 push 2 और push 1 है यहाँ पर हम इस फंक्शन के लिए disassembly देखते हैं और जैसा कि हम जानते हैं फंक्शन में एक Preamble है जहाँ स्टैक फ्रेम इस फंक्शन के लिए बनाया गया है यहाँ पर स्थानीय वेरिएबल के लिए जगह है और आखिरकार फंक्शन वापस आता है इसलिए इस निर्देश के function में 3rd अनुदेश है जहां हम देखते हैं कि 0x10 हैं जो स्टैक फ्रेम के लिए 16 bytes हैं यह इसलिए है क्योंकि स्थानीय वेरिएबल के लिए कुल आकार 16 bytes है अगला tool जो हम देखेंगे वह सबसे महत्वपूर्ण है इसलिए इसे gdb GNU डिबगर के रूप में जाना जाता है और इस tool का उपयोग प्रोग्राम को डिबग करने के लिए किया जा सकता है विभिन्न रजिस्टर पर नज़र डालें stack contents इसी तरह से आगे देखें इस उपकरण को शुरू करने का तरीका निष्पादन योग्य example1 के साथ gdb प्रदान करना है तो gdb आपको इस तरह एक संकेत प्रदान करेगा और इस संकेत के माध्यम से इस commands जैसे विभिन्न कमांड भेज सकते हैं जो इस तरह पूरे source code को सूचीबद्ध करेगा इसके अलावा आप break points जैसे b से line number 10 पर भेज सकते हैं जिसका मतलब है कि break point 10 act लाइन नंबर 10 से प्राप्त होने तक प्रोग्राम निष्पादित होगा इसका मतलब यह हो सकता है कि प्रोग्राम लाइन नंबर 10 तक निष्पादित होगा और फिर यह आगे की कार्रवाई की प्रतीक्षा करेगा तो अब हम इस प्रोग्राम को चलाते हैं हम इसे gdb r नामक कमांड द्वारा चलाते हैं और जहां आप देखते हैं कि gdb आपको बताता है कि लाइन 10 पर ब्रेक प्वाइंट 1 पहुंच गया है इसलिए हम विभिन्न रजिस्टरों को देख सकते हैं जो मौजूद हैं अब इस विशेष बिंदु पर हम विभिन्न रजिस्टरों के विभिन्न contents को gdb से देख सकते जहां stack में रजिस्टर eip जो instruction pointer हैं esp जो स्टैक पॉइंटर register हैं और ebp जो फ्रेम पॉइंटर हैं की जानकारी ले सकते हैं तो हम देखते हैं कि eip यहाँ 80483e7 पर एक स्थान की ओर इशारा कर रहा है अब यदि हम इस कोड पर वापस जाते हैं तो हम देखते हैं कि eip इस स्थान पर यहाँ indicate कर रहा है और अनिवार्य रूप से इस निर्देश को निष्पादित किया जाना है हम यह भी देखते हैं कि स्टैक पॉइंटर 0xffffcf68 स्थान पर है तो हम क्या कर सकते हैं हम स्टैक की सामग्री को इस तरह से कमांड के साथ प्रिंट कर सकते हैं gdb x 32x esp और यह कमांड क्या करता है कि यह अनिवार्य रूप से स्टैक पॉइंटर द्वारा निर्दिष्ट स्थान पर शुरू होने वाली मेमोरी को डंप करता है जो इस मामले में ffffcf68 है और यह 32 यहां कई स्मृति स्थानों को indicate करता है जिन्हें प्रदर्शित करने की आवश्यकता है यहां दूसरा एक्स निर्दिष्ट करता है कि प्रदर्शन हेक्साडेसिमल मानों में होना चाहिए इसलिए अब हमने देखा है कि इस लोकेशन पॉइंटर 03 को indicate करने वाला इंस्ट्रक्शन पॉइंटर है जिसे अभी तक निष्पादित नहीं किया गया है हमारे पास एक स्टैक पॉइंटर है जो लोकेशन ffffcf68 की ओर इशारा कर रहा है और इस मामले में बेस पॉइंटर भी ffffcf68 है इसका कारण यह है कि इस निर्देश में स्टैक पॉइंटर को ईबीपी होने के लिए स्थानांतरित किया जाता है स्टैक पॉइंटर वास्तव में बेस पॉइंटर होने के लिए कॉपी किया गया है और इसलिए स्टैक पॉइंटर और बेस पॉइंटर समान हैं डिसेंबली जो ओब्जेक्टम्प का उपयोग करके प्राप्त किया जाता है को gdb के साथ भी प्राप्त किया जा सकता है इसलिए हमें बस इतना करना होगा कि यह कमांड gdb डिसेंबल करें और यह हमें ठीक उसी तरह का विवरण देगा Gdb के माध्यम से प्राप्त डिसेंबली भी आपको विशेष प्रोग्राम के रन टाइम की स्थिति बताता है जैसे वर्तमान स्थान जहां प्रोग्राम काउंटर मौजूद है अब हम प्रत्येक निर्देश को व्यक्तिगत रूप से एकल चरण या एकल निर्देश के रूप में ज्ञात कर सकते हैं और हम इस कमांड को gbb si की तरह छोटा कर सकते हैं जब हम इस निर्देश में एक भी निर्देश निर्दिष्ट करते हैं तो पुश निर्देश निष्पादित हो जाएगा यह निर्देश जो 4a3e7 में समाप्त होता है निष्पादित किया गया है और हम यह भी देख सकते हैं कि कैसे प्रोग्राम काउंटर या निर्देश सूचक अगले निर्देश पर चला गया है हम स्टैक की सामग्री को डंप करके प्रभाव पर भी देख सकते हैं जैसा हमने पहले किया है इसे gdb x 32x esp द्वारा किया है और हम देखते हैं कि यहां 3 को stack पर धकेल दिया गया है अगले निर्देश के माध्यम से सिंगल स्टेप इस तरह से फिर स्टैक को देखें और हम देखते हैं कि सभी मापदंडों 1 2 और 3 को स्टैक पर धकेल दिया गया है अब निर्देश सूचक इस कॉल निर्देश की ओर इशारा कर रहा है जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा है जब एक कॉल निर्देश है यह विशेष पता 80483db उसी समय अनुदेश सूचक में स्थानांतरित कर दिया जाता है जो अगले पते का निर्देश 080483f2 stack पर धकेल दिया जाता है तो आइए देखें कि यह कैसे एक निर्देश के साथ होता है इसलिए हम फिर से stack को देखेंगे और हम देखेंगे कि अगला निर्देश 08483f2 जो रिटर्न एड्रेस है स्टैक पर धकेल दिया गया है उसी समय यदि आप रजिस्टरों की सामग्री को देखते हैं कि निर्देश सूचक जो कि eip है वह 80483db के स्थान की ओर इशारा कर रहा है जो कि फंक्शन का प्रारंभ है अब जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा है कि यह फंक्शन शुरू में इसकी प्रस्तावना में पिछले फ्रेम पॉइंटर को स्टैक में धकेलता है यह स्टैक पॉइंटर को बेस पॉइंटर में ले जाता है और फिर यह सबट्रेक्ट निर्देश स्टैक में डेटा के 16 bytes आवंटित करता है तो आइए इसे 3 निर्देशों का उपयोग करके देखते हैं इसलिए मैं केवल gdb si 3 निर्दिष्ट कर सकता हूं जिसका अर्थ है कि 3 निर्देशों को निष्पादित किया जाना है और अगर मैं इसे यहां से अलग करता हूं तो मैं देखता हूं कि ये 3 निर्देश ebp को push देते हैं move esp to ebp और esp से 16 घटाना निष्पादित किया गया है इसलिए मैं स्टैक सामग्री को फिर से देख सकता हूं और जो हम देखते हैं वह यह है कि अब स्टैक ffffcf44 के लिए नीचे चला गया है और इसका कारण इस घटाव निर्देश है जो जरूरी 16 bytes का डेटा आवंटित कर रहा है जो buffer1 और buffer2 है इसलिए अगर मैं रजिस्टरों की सामग्री को देखता हूं gdb info registers eip esp ebp आप देखते हैं कि स्टैक पॉइंटर और संबंधित बेस पॉइंटर के बीच एक दूरी है तो स्टैक पॉइंटर और बेस पॉइंटर के बीच का यह क्षेत्र उस फंक्शन के लिए सक्रिय फ्रेम है इस क्षेत्र के भीतर ffffcf44 और ffffcf54 के बीच जहां इस फंक्शन के स्थानीय हैं इसलिए हम इस कमांड के लिए स्थानीय लोगों को इस कमांड gdb info locals का उपयोग करके देख सकते हैं और हम देखते हैं कि इस फंक्शन में 2 लोकल निर्दिष्ट हैं जो buffer1 और buffer2 हैं हम buffer1 और buffer2 के पते को निम्न प्रकार से भी देख सकते हैं जैसे पी जो कि एक प्रिंट है gdb p x buffer1 जहां और buffer1 के लिए buffer1 का पता प्रदान करेगा इसी तरह buffer2 का पता gdb p x buffer2 है हम यहां जो देखते हैं वह यह है कि buffer1 और buffer2 दोनों स्टैक फ्रेम के भीतर हैं जो दोनों स्टैक पॉइंटर और बेस पॉइंटर के भीतर हैं इस disassembly में हम देखते हैं कि 2 इंस्ट्रक्शंसन बाकी हैं जिसमें एक leave instruction और दूसरा return instruction है leave instruction अनिवार्य रूप से स्टैक फ्रेम को पुनर्स्थापित करता है जैसे कि पुराने फ्रेम इस मामले में पिछले फंक्शन के अनुरूप है मुख्य फंक्शन को पुनर्स्थापित किया जाता है और फिर वापस मुख्य फंक्शन पर वापस आ जाएगा हम इसे होते हुए देखते हैं इसलिए 3 निर्देशों को निष्पादित करना चाहिए और जो हम देखते हैं वह यह है कि निष्पादन मुख्य फंक्शन पर वापस चला गया है अब जैसा कि पहले हम इसे सत्यापित कर सकते थे हम विभिन्न रजिस्टरों को देख सकते थे और हम देखते हैं कि इंस्ट्रक्शन पॉइंटर अब मुख्य रूप से कहीं न कहीं इस तथ्य की ओर इशारा करता है कि यह कॉल के तुरंत बाद फंक्शन को indicate कर रहा है जो कि यह ऐड फंक्शन से मेल खाता है और हम यह भी देखते हैं कि स्टैक पॉइंटर और बेस पॉइंटर stack में ऊपर चले गए हैं इसलिए अब हमने फंक्शन को पूरा करना शुरू कर दिया है और चूंकि हम मुख्य फंक्शन पर वापस चले गए हैं इसलिए अब मुख्य फंक्शन के लिए सक्रिय फ़्रेम है इसलिए सभी स्थानीय वेरिएबल यदि कोई भी मुख्य में मौजूद हैं तो वापस आ जाएगा और यहाँ पर सक्रिय होगा तो gdb सबसे अच्छे डीबगिंग सॉफ्टवेयर्स में से एक है जो स्वतंत्र रूप से उपलब्ध है और यह सिर्फ झलक है कि gdb क्या कर सकता है तो आप भी खोज सकते हैं और हम एक दस्तावेज़ को साझा करने का भी प्रयास करेंगे जिसमें gdb के सभी विभिन्न कमांड शामिल हैं और आप gdb के साथ विभिन्न चीजों को आज़मा सकते हैं और साथ ही साथ gdb का उपयोग करके विभिन्न अन्य कार्यक्रमों के साथ ऐसी डीबगिंग करने की कोशिश कर सकते हैं विभिन्न रजिस्टर को देखें कि स्टैक और अन्य स्थानीय वेरिएबल कैसे बनाए रखे जाते हैं धन्यवाद